नमस्ते आज हम संघर्ष समूह और संकल्प से संबंधित बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं पहले मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि हम संघर्षों के बारे में क्या समझते हैं और फिर आम तौर पर समूह में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हमें समूह में कुछ चीजों का प्रदर्शन करना होता है और हम कैसे प्रबंधन कर सकते हैं या हम इन संघर्षों को कैसे हल कर सकते हैं आप जानते हैं कि संघर्ष एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आम तौर पर लोग कुछ बहुत नकारात्मक देखते हैं इसलिए लोग इसकी सराहना नहीं करते हैं कोई भी संघर्ष नहीं करना चाहता है कोई भी यह नहीं चाहेगा कि हमारे बीच टकराव हो तो यह एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई बचने की कोशिश करता है लेकिन तथ्य यह है कि यह अपरिहार्य है कि हम चाहे या न चाहे यह हमेशा रहेगा वास्तव में दूसरे शब्दों में कोई यह कह सकता है कि यह अवांछित मित्र की तरह है जो हमेशा हमारे साथ होगा अब सवाल यह है कि क्या आपको संघर्ष के साथ रहना है हमें संघर्ष से बचना है तो संघर्ष का प्रबंधन या समाधान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए यह वह चीज है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं या यह निश्चित रूप से एक बहुत व्यापक क्षेत्र है और इसपर बहुत सारे शोध विभिन्न संदर्भों में बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं मेरा ध्यान यह होगा कि संचार कौशल के माध्यम से हम क्या रणनीति बनाते हैं ताकि हम परस्पर विरोधी स्थितियों को कम कर सकें और कैसे हम अपना काम कर सकें मैं एक या दो परिभाषाएँ पढ़ूंगा इस क्षेत्र के विद्वानों ने संघर्ष को कैसे देखा है उदाहरण के लिए विद्वानों में से एक Deutsch हैं जिन्होंने 1971 में इसको परखा वह लिखते हैं कि जब भी संगत गतिविधियां होती हैं तो संघर्ष मौजूद रहता है जो एक अन्य कार्रवाई के साथ असंगत है वह रोकता है बाधा डालता है या किसी तरह से यह काम को कम प्रभावी बनाता है संघर्ष से संबंधित विभिन्न संदर्भों में ऐसी कई परिभाषाएँ हैं लेकिन वास्तव में ऐसे विद्वान हैं जो यह मानते हैं कि संघर्ष को हर समय नकारात्मक नहीं देखा जाना चाहिए लेकिन संघर्ष को कुछ ऐसा भी देखा जा सकता है जो सोचने के लिए कुछ और अंतर्दृष्टि दे सकता है या कुछ नए विचार भी हो सकते हैं दूसरे शब्दों में कोई यह कह सकता है कि वे इस पर बहुत सकारात्मक तरीके से विचार करते हैं वे सोचते हैं कि संघर्ष हमेशा नकारात्मक नहीं होता है बल्कि यह होना चाहिए यह सहायक हो सकता है यह विकास के लिए बहुत सकारात्मक हो सकता है विकास के लिए संगठन भी अन्य संदर्भ में यह बहुत उपयोगी हो सकता है जब हम समूह के बारे में बात करते हैं तो आम तौर पर लोग कहते हैं कि जब हम एक समूह में काम कर रहे होते हैं तो एक लक्ष्य होता है जिसे हमें प्राप्त करना होता है लेकिन निश्चित रूप से कोई भी दो व्यक्ति एक ही तरह का स्वभाव और व्यवहार नहीं रखते हैं इसलिए कई बार कई मुद्दों के कारण गलतफहमी हो सकती है शायद गलत व्याख्या हो सकती है हो सकता है कि एक दूसरे के विचारों को समझने में कठिनाई हो या किसी प्रकार के टकराव की स्थिति उत्पन्न हो तो वास्तव में समूह क्या है एक समूह को एक संगठित संरचना के रूप में माना जा सकता है जो एक सामान्य प्रयोजन के अन्योन्याश्रय और श्रम के विभाजन वाले व्यक्तियों से बना है इसलिए समूह के सदस्य एक दूसरे के बारे में जानते हैं और सामान्य लक्ष्य के बारे में संवाद करते हैं इसलिए एक समूह में आम तौर पर जो कुछ हो रहा है वह एक सामान्य लक्ष्य है और अपने सर्वोत्तम प्रयास और समझ के साथ वे उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं अब चाहे वह समूह हो या कुछ और हमारा संचार व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समूह संचार सभी के बीच रोजमर्रा की बात और संबंध विशेष रूप से लोगों के बीच संबंध है समूह के कामकाज में संबंध बहुत मायने रखता है अगर हम जो समूह बनाते हैं या बन रहे हैं समूह में सदस्य अगर वे एक नहीं हैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ संबंध बनाने या कुछ अच्छे संबंध रखने के लिए कहा जा सकता है शायद उन्हें बातचीत करना मुश्किल हो सकता है परिणाम के रूप में संवाद करने के लिए वे निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं या वे उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं जैसा कि होना चाहिए था जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि यह बहुत संभव है कि कभी कभी विभिन्न कारणों से एक समूह में कुछ प्रकार के संघर्ष हो सकते हैं इसलिए जब भी समूह में टकराव होता है तो इसे केवल विचारों की लड़ाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि उन लोगों के बीच लड़ाई के रूप में जिनके पास मूल रूप से विचार हैं जो पसंद और नापसंद के कारण व्यक्तिगत मतभेदों के कारण कई बार ऐसा करते हैं इसके कई कारक हैं शायद कई बार हम अपने बारे में नहीं जानते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं दूसरे समूह के सदस्यों के बारे में क्या सोच रहे हैं और इससे बहुत समस्या होती है बहुत सी गलतफहमी होती है इसलिए काम करने वाले समूह में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि संबंध बहुत मायने रखता है यदि आप अच्छे संबंध नहीं बना रहे हैं यदि आप एक दूसरे को ठीक से नहीं समझते हैं तो एक मौका है कि हम अपने आप को संघर्ष की स्थिति में डाल देंगे राय में अंतर हो सकता है और इसे बहुत ही सही भावना से लिया जा सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि हम हमेशा लड़ाई और झगड़ा कर सकें और यह दिखाने की कोशिश कर सकें कि मैं आपसे बेहतर हूं या मैं मेरे विचार आपसे बेहतर हैं यह कुछ भी नहीं है उसके जैसा यदि समूह के सदस्यों के पास उचित समझ और अच्छा संबंध है तो वे हमेशा एक दूसरे की राय को समझने की कोशिश करेंगे और वे कुछ ऐसा करेंगे जो वास्तव में हर किसी के लिए बहुत स्वीकार्य है इसलिए एक समूह एक निश्चित एजेंडा तय करके अपनी समस्या का विश्लेषण करके अपने लक्ष्यों का आकलन करके और वैकल्पिक संभावनाओं का पूरी तरह से आकलन करके अपनी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा दे सकता है संचार को बढ़ावा देना और सक्रिय संचार काउंटर काम पर समूहों को रखने के तरीके हैं तो मैं क्या कह सकता हूं कि जब भी हम समूह के बारे में बात करते हैं तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं एक समूह में काम करना और लक्ष्य हासिल करना एक यह है कि उचित संचार प्रभावी संचार और दूसरी बात यह है कि समूह के सदस्यों के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए अगर ये दो चीजें हो रही हैं तो निश्चित रूप से समूह बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और लक्ष्य को प्राप्त करेगा वास्तव में कई प्रकार के संघर्ष हैं जिन्हे मैं जल्दी से अपनी चर्चा के लिए बताऊंगा हमारी चर्चा की सुविधा ये ५ प्रकार हैं पहले इंट्रापर्सनल है और फिर हमारे पास इंटरपर्सनल इंट्राग्रुप इंटरग्रुप अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है व्यक्तिगत संघर्ष इंट्रापर्सनल संघर्ष Intrapersonal conflict बहुत सरल होता है कई बार ऐसा होता है कि हम आंतरिक संघर्ष कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम दुविधा की स्थिति में हैं कि हम यह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें और यह वास्तव में बहुत कठिन हो जाता है इस तरह की परिस्थितियाँ लगभग हर किसी के जीवन में आती हैं जहाँ किसी को भी सलाह देने का सुझाव नहीं होता है और हमें ऐसा निर्णय लेना होता है जिसे हम स्वीकार करने या न मानने की स्थिति में नहीं होते हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं और लोग अपने स्तर पर पूरी तरह से पार पाने की कोशिश करते हैं और निश्चित रूप से जब हम इस तरह की दुविधा में होते हैं जिसे आंतरिक संघर्ष कहा जाता है हम इस स्थिति में होते हैं कि हम निर्णय नहीं ले पाते हैं तो यह बन जाता है यह कुछ समय के लिए चला जाता है और एक ठीक सुबह हम अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर निर्णय लेते हैं तो इसे आंतरिक संघर्ष या अंतर व्यक्तिगत संघर्ष कहा जाता है पारस्परिक संघर्ष यह भी बहुत सरल है जब 2 लोगों के बीच टकराव हो रहा हो या 2 समूह परस्पर विरोधी संघर्ष कर रहे हों तो कभी कभी एक समूह के भीतर जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि लोगों में संघर्ष हो सकता है जो कि अंतर्विरोधी संघर्ष है और दो समूहों का गठन होने पर अंतर समूह बन जाता है कई बार ऐसा होता है कि समूह एक दूसरे के साथ भी लड़ रहे हैं क्योंकि वे समूह की भावना रखते हैं और फिर इसलिए कि वे दूसरे समूह को नीचे रखना चाहते हैं और वे यह साबित करना चाहते हैं कि एक समूह दूसरे की तुलना में बेहतर है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हमेशा होता है क्योंकि हम जानते हैं कि कई देशों में सीमा मुद्दे सीमा समस्याएँ हैं और वे अक्सर बैठकें करते हैं और फिर एक बैठक को दूसरी बैठक के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो यह एक सतत प्रक्रिया है लेकिन संघर्ष रहेगा ही इसलिए अंतरव्यक्तिगत संघर्ष से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष बहुत ज्यादा है हम वहां से बच नहीं सकते यह वहां है हमें जीवित रहना होगा हमें विभिन्न प्रकार के संघर्षों के साथ रहना होगा अब प्रश्न यह आता है कि यदि संघर्ष हो तो क्या कोई रास्ता है इसलिए उन तरीकों पर आने से पहले हम जल्दी से संघर्ष के स्रोतों को प्राप्त कर सकते हैं एक संस्कृति और धर्म से शुरू होने वाले संघर्ष के कई स्रोत हैं मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि कई अन्य स्रोतों के बीच धर्म और संस्कृति ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष के महत्वपूर्ण स्रोत हैं कोई कह सकता है कि लोग बहुत संवेदनशील हो जाते हैं जिस पल हम बात करना शुरू करते हैं या किसी की संस्कृति या धर्म पर हमला करना शुरू करते हैं इसलिए किसी को किसी की संस्कृति या धर्म के बारे में टिप्पणी करने से बचने की कोशिश करनी चाहिए और हम देख सकते हैं कि दुनिया भर में ये मुद्दे धर्म और संस्कृति से संबंधित बहुत गंभीर होते जा रहे हैं बेशक उदाहरण के लिए कई अन्य स्रोत हैं विचारधारा शैक्षिक अंतर अनुभवों में अंतर प्रतिस्पर्धाएँ हैं धारणा है कि हम दूसरों के बारे में कैसा अनुभव करते हैं अपर्याप्त या खराब संचार शक्ति का दुरुपयोग तो ये संघर्ष के कुछ अन्य स्रोत हैं जिन पर कोई विचार कर सकता है और इन पर काबू पाने का प्रयास कर सकता है इसलिए संचार संबंधी समस्याएं हैं अगर कोई व्यक्ति एक शक्तिशाली स्थिति में है तो कभी कभी इस शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करता है या सहयोगियों के साथ अधीनस्थ के साथ शक्ति का दुरुपयोग करता है और यह बहुत संघर्ष का कारण बनता है अब मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि संचार के एक छात्र के रूप में क्या रणनीतियाँ हैं जो संघर्ष को दूर करने या हल करने या प्रबंधित करने का प्रयास कर सकते हैं तो यह दो भागों में हो सकता है एक है संघर्ष प्रबंधन की मौखिक संचार रणनीतियों और दूसरी हैं अशाब्दिक पहले मैं मौखिक के साथ शुरू करूंगा पहली बात यह है कि वर्णनात्मक भाषण का क्या मतलब है वर्णनात्मक भाषण एक मुखरता को स्वीकार करने का ख्याल रखता है हम जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके बारे में हमें बहुत सतर्क होना चाहिए हमें इस दुविधा में नहीं होना चाहिए कि इसका कुछ दोहरा अर्थ निकलेगा या इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है इस बात को लोग कुछ और समझ सकते हैं इसलिए मुद्दों और समस्या को बहुत मुखर तरीके से बताते हुए यह बहुत ही स्पष्ट रूप से बहुत महत्वपूर्ण है शब्द का चुनाव यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शब्द बहुत शक्तिशाली हैं आमतौर पर हम सलाह देते हैं कि जहां तक संभव हो हमें नकारात्मक शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए आम तौर पर लोगों को सकारात्मक शब्दों के बजाय नकारात्मक शब्दों का उपयोग करने की आदत होती है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि किसी को नकारात्मक शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए यदि कभी कभी आवश्यकता होती है तो इसका उपयोग किया जा सकता है लेकिन अनुपात 5 से 1 की तरह होना चाहिए इसका मतलब है कि मुझे कुछ लोगों के लिए या कुछ लोगों के लिए 5 अच्छे शब्द बोले गए हैं और फिर यदि मैं कह रहा हूं या एक नकारात्मक शब्दों का उपयोग करना और इसके साथ ही मैं यह भी कहता हूं कि अगर ये चीजें ये चीजें बहुत अच्छी हैं तो इन सभी गुणों में एक व्यक्ति अच्छा है लेकिन उसके पास किसी चीज की कमी है और अगर वह इस क्षेत्र में सुधार कर सकता है तो चीजें कहीं बेहतर होंगी इसलिए शब्द का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार जब हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपने दोस्तों सहकर्मियों परिवार के सदस्यों के साथ या किसी भी स्थिति में कर सकते हैं तो इसे कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता है और लोग इसे अन्यथा ले सकते है और बहुत सी गलत व्याख्याओं और समस्याओं को ले सकते हैं और इसलिए मुद्दे आते हैं इसलिए यह बेहतर है कि जब भी हम बोल रहे हों या अपना मुंह खोल रहे हों तब हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए फिर कभी कभी जानबूझकर या अनजाने में संचार की शब्दार्थ बाधाएं होती हैं हम स्लैंग और स्टिरियोटाइप शब्द का उपयोग कर रहे हैं जो आप नहीं कर सकते हैं या महिला ऐसा कुछ नहीं कर सकती है जैसे कि कुछ विशेष स्थान से आने वाले लोगों को प्रदर्शन नहीं कर सकता इसलिए हमें सामान्यीकरण नहीं करना चाहिए अन्यथा हर कोई बहुत बुरा महसूस करेगा एक या दो अपवाद हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूरे देश के लिए पूरे देश के लिए पूरे राज्य के लिए पूरे लोगों के लिए कुछ कह सकते हैं इसलिए हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए स्वचालित पूर्वव्यापीआटोमेटिक फ्रसिंग Automatic phrasing का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे शब्दों का उपयोग करने की आदत रखते हैं जिन्हे परलिंगुइस्टिक कहा जाता है कुछ लोग बहुत बार 'यू नो यू नो बोलते हैं आई मीन आई मीनI mean I mean बोलते हैं जो दर्शकों या अन्य लोगों को थोड़ा परेशान कर सकता है कई बार लोग बोलते है क्या मैं सही हू इसलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से दर्शकों का समर्थन चाहते हैं और कुछ लोगों को बहुत सहज महसूस नहीं हो सकता है तो इन चीजों से बचा जाना चाहिए इसलिए सिंटैक्टिक चयन के लिए खतरे का चिंताजनक प्रभाव है शत्रुतापूर्ण मजाक और व्यंग्यात्मक टिप्पणी वगैरह इन बातों से भी बचना चाहिए अनावश्यक रूप से किसी को लोगों को धमकी नहीं मिलनी चाहिए कुछ लोगों को सिर्फ धमकी देने या मजाक और व्यंग्यात्मक टिप्पणी देने की आदत है तो इन चीजों से बचा जा सकता है यदि कोई समस्या है तो हमें पता होना चाहिए कि समस्या की पहचान कैसे करें यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कई बार ऐसा होता है कि समस्याएं कहीं और होती हैं और लोग बहुत गहराई तक जाने में सक्षम नहीं होते हैं समस्या को पहचान नहीं पाते तो यह वास्तव में बहुत कठिन है लेकिन एक बार जब हम समस्या की पहचान कर लेते हैं तो हम समाधान का प्रस्ताव कर सकते हैं और समय समय पर हम समाधान का आकलन भी कर सकते हैं चीजें बहुत ही सहज तरीके से आनी चाहिए और हम लोगों के लिए सहानुभूति होनी चाहिए समान मौका जो हमें देना चाहिए और जो भी फैसला हम इसे अनंतिम तरीके से लेते हैं वह अंतिम और हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए इस का अर्थ है कि कोई भी हमेशा सोच सकता है कि समय के साथ स्थिति बदल सकती है इन तथ्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए प्रत्येक संस्कृति को अपना कोड मिला है यह पहले से ही संस्कृति द्वारा समाज द्वारा तय किया गया है और अगर हम हमारे कपड़ों की शैली के बारे में हमारे हेयर स्टाइल के बारे में हमारे बैठने के तरीके के बारे में कोड का उल्लंघन कर रहे हैं तो हमारी उपस्थिति हम कैसे दिखते हैं ताकि आप भी हो सकते हैं सामाजिक कंडीशनिंग के अनुसार खुद को समायोजित करने में सक्षम नहीं है Kinesics का अर्थ है हाथों की गति हमारी शरीर की भाषा और हमारे हावभाव और मुद्राएं भी उपयुक्त होनी चाहिए हमारी आंखों का संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है हमारा स्पर्श व्यवहार दूसरों के साथ बात करते समय हम कितनी जगह बनाए रखते हैं और उसका उपयोग करते हैं इसलिए दूसरों के साथ बातचीत करते समय यह बहुत महत्वपूर्ण हैं यदि आप बहुत सतर्क और जागरूक नहीं हैं तो हम अनावश्यक समस्याओं को आमंत्रित कर सकते हैं और हमें परस्पर विरोधी स्थितियों में डाल सकते हैं अब अंत में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हाँ संघर्ष हैं इसलिए हमारे पास यह मौखिक अशाब्दिक रणनीतियां हैं और अब बस कुछ शैलियाँ हैं शैलियों की संख्या है इसलिए हमारी सुविधा के लिए मैं यहां कुछ का उल्लेख कर रहा हूं इसमें पहला है अवोइडिंग स्टाइल इसका मतलब है अगर स्थिति ऐसी है कि हम बच सकते हैं तोह हमे बचना चाहिए क्योंकि कई छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में होती हैं हमारे दिन प्रतिदिन की बातचीत में जहां हमें बहुत जोर देने की आवश्यकता नहीं होती है और हम बच सकते हैं मान लीजिए कि एक दिन एक सुबह आप पाते हैं कि मेरे अधीनस्थ मेरे सहयोगी किसी भी कारण से मुझे अभिनन्दन नहीं कर रहे हैं इसलिए मुझे यह बहुत बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि हो सकता है वह भूल गया है या हो सकता है कि वह दबाव में था या वह कुछ और ही सोच रहा था हमें इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए की वह मेरा कनिष्ठ है और वह मुझे सलाम करने वाला है वह मुझे गुड मॉर्निंग और इतना सम्मान देने वाला है और वह ऐसा नहीं कर रहा है तो क्या कुछ गलत है और मुझे उसके बारे में बहुत बुरी राय नहीं बनानी चाहिए कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में कॉलेजों के कुछ दोस्त भी कुछ उपनामों से बुलाते हैं और फिर छात्रों को बहुत बुरा लगता है लेकिन हम अनावश्यक तरीकों से बच सकते हैं हमें छोटे मुद्दों को बड़ा नहीं बनाना चाहिए और यह हमारे परिवार में बहुत महत्वपूर्ण है हमारे समाज में कि अगर किसी ने कुछ बोला है जो शायद उस खास समय में नहीं जानता था या गलती से अनजाने में कुछ हो गया है तो हमें सुनने और धीरज रखना चाहिए इसका मतलब है कि हमें अनावश्यक रूप से इन मुद्दों पर ज़ोर नहीं रखना एक और शैली है जिसे फोर्सिंग स्टाइल कहते हैं कभी कभी यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर कोई स्थिति की मांग करता है तो हम लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि अगर मैं प्रबंधक या प्रधान या निदेशक हूं तो मुझे लगता है कि काम किया जा रहा है और मुझे लगता है कि हमारे कुछ सहकर्मी ऐसा नहीं कर रहे हैं महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य सहकर्मी प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें लगता है कि मुझे क्यों करना चाहिए अगर अन्य लोग हैं या उनमें से एक सिर्फ बेकार बैठे हैं और सभी लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो यह मेरा कर्तव्य बन जाता है कि हम उसे बाध्य करें उसे उसकी चेतावनी दे सकते हैं की देखो मैंने आपको पर्याप्त समय पर्याप्त चेतावनी दी है और यदि आप प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हैं यदि आप हमारे कर्तव्यों को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है इसलिए जैसे कि हम उसे समझा सकते हैं या कि हाँ वह जो कुछ भी कर रहा है वह गलत है और वह ऐसा करने वाला नहीं है और जो आवश्यक है वह करने वाला है इसलिए हमें मजबूर होना पड़ेगा कई बार ऐसा होता है कि हम अपने छोटे बच्चों या छात्रों को कुछ चीजों का अध्ययन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कभी कभी वे खेलना चाहते हैं वे अध्ययन नहीं करना चाहते हैं लेकिन हम मजबूर करते हैं कि नहीं हमें इस काम को पूरा करना होगा जैसे कभी कभी माता पिता छोटे बच्चों से कह रहे हैं कि तुम प्रदर्शन करो तुम अपना होमवर्क पूरा कर लो और फिर मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा इसी तरह हमारे पेशेवर जीवन में भी ऐसा होता है कि हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मजबूर होते हैं हमारा इरादा केवल संघर्षों से बचने के लिए है पर बुरा नहीं है इसलिए संदेश दूसरों को जाना चाहिए कि हाँ हर कोई समान है और हर किसी को प्रदर्शन करना चाहिए फिर आता है मिलनसार शैली कमोदटिंग स्टाइल accommodating styles कभी कभी हमारे व्यक्तिगत जीवन या पेशेवर जीवन में भी हमें संघर्षों से बचने के लिए समायोजित करना पड़ता है और कई बार हम समायोजित करते हैं अच्छा उदाहरण यह हो सकता है कि हमारे वैवाहिक संबंधों में हम एक दूसरे के व्यवहार आदतों भोजन को समायोजित करते हैं इसलिए हम संघर्ष से बचने के लिए सिर्फ एक दूसरे को समायोजित कर रहे हैं इसलिए यदि आवश्यक हो तो स्थिति की मांग करने पर हम इस प्रकार की शैली का भी उपयोग कर सकते हैं एक और प्रकार है जिसे सहयोगी शैलीकलबोरेटिवे स्टाइल collaborative styles कहते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि ऑटोमोबाइल कंपनी और बीमा कंपनी जैसी कई कंपनियां हैं और वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं आजकल कोई भी यह पा सकता है कि बहुत सारे सहयोगी अनुसंधान सहयोगी उद्यम संयुक्त उद्यम चल रहे हैं और दोनों ही कंपनियां दोनों ही जीत की स्थिति में हैं बहुत सारे सहयोगी अनुसंधान चल रहे हैं पहले वे एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे वे एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे थे लेकिन उन्होंने सोचा कि यह अनावश्यक रूप से बहुत पैसा और समय और ऊर्जा खर्च कर रहा है इसलिए बेहतर होगा कि हम आगे आएं और हाथ मिलाएं और हम साथ काम करेंगे तो दोनों लाभान्वित होते हैं और दोनों जीत जीत की स्थिति में होते हैं तो यह भी शैलियों में से एक है कि अगर स्थिति ऐसी है कि हम सहयोगात्मक अनुसंधान सहयोगात्मक कार्य कर सकते हैं जो बेहतर है अंतिम प्रकार है समझौता शैली कम्प्रोमिसिंग स्टाइल compromising style कभी कभी हमारी जीवन की स्थिति ऐसी होती है कि आपको समझौता करना होगा कोई और रास्ता नहीं है हम अपने जीवन में कई बार स्थिति से समझौता करते हैं ऐसे मौके आते हैं कि हमारे पास कोई अन्य उपाय खोजने का कोई अन्य तरीका नहीं है इसलिए यह देखते हुए कि हम भी समझौता करते हैं और सोचते हैं कि शायद यह सबसे अच्छा तरीका है इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि कौन सा सबसे अच्छा है वास्तव में ये सभी शैलियाँ अच्छी हैं यह हम पर निर्भर करता है कि यह हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है कि संदर्भ और स्थिति के आधार पर हम इस तरह की शैलियों को कैसे लागू कर सकते हैं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमेशा परेशानियों से बचें अगर समस्या आती है तो कोई भी किसी भी टिप्पणी को पारित कर रहा है या हमारे लिए समस्या पैदा कर रहा है इसलिए हम टालते रहें नहीं नहीं ऐसा नहीं है हर समय हम टालते रहते हैं अगर वहां की स्थिति ऐसी है कि हम टाल नहीं सकते अगर स्थिति यह है कि हमें बल की जरूरत नहीं है तो बल की जरूरत नहीं है अगर स्थिति ऐसी है कि हम इसे समायोजित नहीं कर सकते हैं तो समायोजित न करें लेकिन अगर शांति के साथ यदि आप समझते हैं कि नही हम प्रबंधित कर सकते हैं तो हमें प्रबंधित करने दें हमें प्रयास करने दें तो ये सभी स्टाइल अच्छे हैं इसलिए स्थिति के आधार पर हम इन शैलियों में से एक का उपयोग कर सकते हैं और पाएंगे कि हम हल नहीं करने पर संघर्ष का प्रबंधन करने में सक्षम हैं क्योंकि कई बार तुरंत हमें समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है इसलिए हमें बहुत दुखी नहीं होना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि समय के साथ कुछ समाधान आते हैं हमें इंतजार करना चाहिए और फिर हम समस्या का कुछ हल निकाल सकते हैं इसलिए अंत में मैं यह निष्कर्ष निकालना चाहूंगा कि संचार कौशल दृष्टिकोण लोगों को संघर्ष से भागने के बजाय सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि हमें पलायन नहीं करना चाहिए संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से दूर नहीं भागना चाहिए बल्कि सामना करना होगा संघर्ष के लिए एक लचीला और उचित दृष्टिकोण विकसित करने की क्षमता संभावित विनाशकारी स्थिति को सकारात्मक बातचीत में बदल सकती है यदि हम संघर्ष को हल करने के लिए ठीक से समझते हैं तो यह हमेशा एक नया अवसर खोलेगा जो हमें परिवर्तन और विकास के स्रोत के रूप में संघर्ष की स्थितियों में भाग लेने और यहां तक कि गले लगाने की अनुमति देगा इसलिए संघर्ष को हमेशा बहुत नकारात्मक नहीं माना जाना चाहिए या लिया जाना चाहिए बल्कि इसे सकारात्मक तरीके से भी लिया जाना चाहिए क्योंकि यह हमारे संगठन के लिए हमारे व्यक्तित्व के बदलाव और विकास के लिए मदद कर सकता है इसलिए अंत में मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि हाँ एक संघर्ष को हमेशा कुछ बहुत नकारात्मक नहीं माना जाना चाहिए यह एक अवसर है शायद कुछ अलग जानने के लिए कुछ बेहतर कुछ नए विचार आ सकते हैं क्योंकि एक समूह में मान लीजिए कि कुछ लोग हैं और हमेशा वे हाँ सर हाँ साहब हाँ आदमी जो हाँ आदमी कहा जाता है इसलिए नए विचार कभी नहीं आएंगे कोई व्यक्ति अलग अलग विचारों के साथ आ रहा है विशेष रूप से हाँ जब अलग अलग विचार होते हैं तो यह है कि यह बहुत संभव है कि कुछ बेहतर हो कुछ अलग हो सकता है और इसके साथ यदि हम साथ में काम करते हैं तो शायद हम एक बेहतर स्थिति में होंगे और हम दूसरों की तुलना में संघर्ष को थोड़ा बेहतर ढंग से संभालने की स्थिति में होंगे तो बेशक किसी भी स्थिति में संचार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है किसी भी संघर्ष में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं एक समूह में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें हमारे संचार व्यवहार और दूसरों के साथ संबंध कहा जाता है जीवन संबंध वास्तव में बहुत मायने रखता है और हमें अपने रिश्ते को बनाए रखने और आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए अपने अगले व्याख्यान में मैं संबंध बनाने पर जोर देने की कोशिश करूंगा आपका बहुत धन्यवाद